अब तक हमने श्रोडिंगर इक्वेशन Schrödinger equation को विभिन्न पोटेंसियल्स में हल करने के कुछ उदाहरणों पर चर्चा की है इसलिए हमने 1D में एक श्रोडिंगर इक्वेशन Schrödinger equation पर चर्चा की है फिर हमने मुक्त कणों की भी चर्चा की और यह धातुओं से संबंधित था हमने गोलाकार सिमेट्रिक पोटेंसियल्स के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन Schrödinger equation पर भी चर्चा की है और यह हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन जैसे आयनों से संबंधित था और यह शब्द पर व्याख्यान और यह अंतिम उदाहरण है जो हम इस पाठ्यक्रम में करेंगे हम एक आवधिक पोटेंसियल में इलेक्ट्रॉनों या कणों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और फिर से हम खुद को एक डाइमेंशनल मामलों तक सीमित रखेंगे और यह आपको एक विचार देने के लिए पर्याप्त है कि बैंड कैसे उत्पन्न होते हैं और यह ठोस से संबंधित होगा सामान्य तौर पर धातुएं भी इसी तरह होती हैं और विशेष रूप से अर्धचालक और इन्सुलेटर को इस इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से समझाया जा सकता है जिन्हें आवधिक पोटेंसियल में माना जाता है और जो ठोस पदार्थों के बैंड सिद्धांत को जन्म देता है तो आइए देखें कि आवधिक पोटेंसियल के बारे में इतना विशिष्ट क्या है इसलिए जब मैं 1D V में आवधिक पोटेंसियल के बारे में बात करता हूं तो यह Vxa है जहां a आवधिकता है मैं इसे चित्र बनाकर समझाता हूँ इसलिए उदाहरण के लिए यदि मेरे पास इस तरह की पोटेंसियल है जहां मैंने y अक्ष के साथ पोटेंसियल ऊर्जा दिखाई है और x है जाहिर है क्षैतिज अक्ष पर और हम कहते हैं कि यह स्तर जो मैं बिंदीदार रेखाओं के माध्यम से दिखा रहा हूं वह V 0 है और लाल बिंदीदार रेखा द्वारा जो पोटेंसियल मैं दिखा रहा हूं वह V है फिर आप एक निश्चित दूरी के बाद पोटेंसियल को अपने आप को दोहराते हुए देखते हैं तो यह अवधि a है तो यह पोटेंसियल V Vxa के बराबर है यह एक बहुत ही सरल उदाहरण है उदाहरण के लिए हमारे पास ∞ से ∞ तक जाने वाली समान दूरी द्वारा अलग किए गए एक डाइमेंशनल परमाणु भी हो सकते हैं तो ये परमाणु हैं जो 1D में हरे बिंदुओं द्वारा दिखाए जाते हैं और प्रत्येक की अपनी पोटेंसियल होती है तो मुझे उस पोटेंसियल को इस तरह बनाने दें और उचित विवरण के लिए कहें कि मैं इसे एक डाइमेंशनल परमाणु की स्थिति में सीमित करता हूं और यह दोहराव हर जगह समान है अंत में जब मैं इन सभी पोटेंसियल को जोड़ता हूं तो मुझे जो मिलता है वह वह पोटेंसियल होती है जैसे मैं यहां हरे रंग में इस तरह दिखा रहा हूं और इसमें परमाणुओं के बीच की दूरी की अवधि होती है तो यह भी एक आवधिक पोटेंसियल है और हम श्रोडिंगर इक्वेशन Schrödinger equation को हल करना चाहते हैं इसमें पोटेंसियल की आवधिकता एक समाधान को सरल बनाती है और साथ ही यह मुझे एक नया क्वांटम नंबर k देता है याद रखें कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए मेरे पास समाधान eikx था जहां k संवेग से संबंधित था यहां भी मेरे पास एक क्वांटम संख्या k होने वाली है लेकिन कृपया नोटेशन में समानता से मत जाओ k इसमें संवेग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है जैसा कि हम देखेंगे इसलिए जब भी इस पोटेंसियल में एक सिमिट्री होती है तो मैं इसे इस तरह बना देता हूं कि सिमिट्री यह है कि यदि मैं पूरी चीज को a द्वारा प्रदर्शित करता हूं इसका मतलब है मैं मान लेता हूं कि इस बिंदु को a से स्थानांतरित करता हूं तो यह बात इस तरह दिखती है आप वास्तव में स्थानांतरित प्रणाली को मूल प्रणाली से सही में अलग नहीं कर सकते तो v यह Vxa है और लाल वाला V यह एक सिमिट्री है याद कीजिये पहले हमने उन मामलों में एक सिमिट्री का सामना किया था जहां V V के बराबर था और उस स्थिति में हमने दिखाया कि तरंग फंक्शन x x का सम या विषम फंक्शन था तो सिमिट्री ने इस संपत्ति को तरंग फ़ंक्शन के रूप में जन्म दिया इसी तरह यहाँ यह सिमिट्री है यह कि सिस्टम बिल्कुल वैसा ही दिखता है जब हम a द्वारा स्थानांतरित होते हैं या आवधिकता कुछ संपत्ति को तरंग फ़ंक्शन के रूप में ले जाने वाली होती है जिसे बलोच के प्रमेय नामक प्रमेय द्वारा वर्णित किया जाता है बलोच के प्रमेय को प्रेरित करने के लिए मुझे फिर से याद करना चाहिए कि हम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि पोटेंसियल के लिए x 0 के बारे में सिमेट्रिक था तो इस मामले में श्रोडिंगर इक्वेशन Schrödinger equation 22md2dx2VxxEψx है और उस मामले में हमने जो किया वह हमने x को x से बदल दिया था इसलिए हमने xy बराबर x लिखा है और इसलिए x के संदर्भ में समीकरण माइनस 22md2dy2V yyEψy बन गया और इसलिए समीकरण 22md2dx2VyyEψy बन गया ध्यान दें कि 2 समीकरण बिल्कुल समान हैं इसलिए उनके पास एक ही समाधान है और इसलिए अधिक से अधिक समाधान एक स्थिरांक से भिन्न हो सकते हैं तो हमारे पास x बराबर कुछ स्थिरांक y थे या हमारे पास x बराबर योग स्थिरांक x था चूंकि 2 वही रहता है क्योंकि सिस्टम वही रहता है जब मैं स्विच करता हूं या इसे से घुमाता हूं C या तो 1 या 1 हो सकता है जिससे यह निष्कर्ष निकला कि तरंग फंक्शन या तो एक विषम फंक्शन होना चाहिए या एक सम फंक्शन जो हम अब इस आवर्त प्रणाली में ठीक वैसा ही करने जा रहे हैं इसलिए अब मैं बलोच की प्रमेय नामक किसी चीज़ पर चर्चा करने जा रहा हूँ जिसमें Vxa वही है जो V के समान है तो मेरा श्रोडिंगर इक्वेशन Schrödinger equation 22mψVxxEψx है मुझे y बराबर x a लिखने दें तो मेरे पास 22md2dy2Vy ayEψy है अब V V के समान है और इसलिए यह समीकरण 22md2dy2VyyEψy है अब ये 2 समीकरण बिल्कुल समान हैं तो अधिक से अधिक मेरे पास यह हो सकता है कि y जो xa है योग स्थिरांक x के बराबर होगा यह निष्कर्ष है अब मैं इसे एक बार और कर सकता हूं तो मैं अब ठीक कर सकता हूँ मेरा मूल समीकरण 22md2dx2VxxEψx था और y को x 2 a के बराबर मान लें इसलिए भले ही मैं सिस्टम को 2 से शिफ्ट कर दूं वास्तव में कुछ भी नहीं बदलता है तो फिर से मेरे पास समीकरण 22md2dy2Vy 2axEψy होगा बिल्कुल वही समीकरण है तो मेरे पास yC2 ψx होगा तो अब याद रखें कि यदि हम लैटिस या पोटेंसियल को a से शिफ्ट करते हैं तो मुझे yC1x मिलता है और यदि हम लैटिस को 2 a से शिफ्ट करते हैं तो मुझे yC2x प्राप्त होता है अब इस बारे में सोचें कि अगर मैं एक एक करके लैटिस को स्थानांतरित करता तो मुझे a समय में a कदम 2 a शिफ्ट किया जाता तो मुझे दूसरे मामले में C12ψ होने के लिए मिल जाता और इसका अर्थ है C2C12 जो निष्कर्ष संख्या 1 है निष्कर्ष संख्या 2 a या 2 a या 3 a या इसी तरह से बदलाव के बाद सिस्टम समान दिखता है और इसलिए 2 अपरिवर्तित रहता है एक विशेष बिंदु पर एक कण खोजने की संभावना अपरिवर्तित रहनी चाहिए अगर मैं सिस्टम को स्थानांतरित करता हूं क्योंकि यह अनंत प्रणाली है और इसलिए C2 चाहे वह C1 C2 या C3 1 के बराबर है तो मेरे पास C2 है जो प्रतिनिधित्व करते हैं हम कहते हैं कि C शिफ्ट द्वारा 2 a CC के बराबर है और प्रत्येक का मापांक समान है और इसलिए मेरे पास एकमात्र विकल्प C को योग eika c 1 के रूप में लिखना है जो C है दोनों गुणों को संतुष्ट किया है और इसलिए मेरे पास psi होने जा रहा है यदि मैं a से शिफ्ट करता हूं तो eikaψ ψ के बराबर होने जा रहा है एक पोटेंसियल ऊर्जा V में एक तरंग फंक्शन के लिए Vxa के बराबर है अतः यदि कोई कण आवर्त पोटेंसियल में गति कर रहा है तो यह वह गुण है जिसे वह संतुष्ट करने वाला है तो आइए हम इस बलोच के प्रमेय को एक पोटेंसियल ऊर्जा में घूमने वाले एक कण के लिए लिखते हैं जो आवर्त a तरंग फंक्शन के साथ आवर्त है ऐसा है कि xaeikaψ वह बलोच का प्रमेय है इसे लिखने का एक और तरीका यह है कि तरंग फंक्शन xeikxukx है जहां uk समान आवधिकता के साथ आवधिक है यह स्वचालित रूप से ऊपरी गुण को संतुष्ट करता है ऐसा कैसे तो मेरे पास xaeikxaukxa होगा और चूंकि u आवधिक हैं मैं इसे eikxeikauk के रूप में प्राप्त करने जा रहा हूं जो कि eikaψ के समान है मुझे अब इसे k x के रूप में लेबल करने दें मुझे अब इसे k x के रूप में लेबल करने दें तो दोनों एक ही गुण हैं तो यह बलोच का प्रमेय है कि तरंग फंक्शन एक आवधिक पोटेंसियल है यह एक बलोच का प्रमेय है कि आवर्त पोटेंसियल में गतिमान कण तरंग फंक्शन का रूप धारण करता है जो या तो इस ऊपरी बॉक्स द्वारा दिया जाता है या निचला बॉक्स दोनों एक ही वस्तु है यह दिलचस्प गुणों की ओर जाता है अब तरंग फंक्शन में मैं इसे k x eikxukx द्वारा लेबल कर रहा हूं ठीक है अगर Vxa V एक स्थिरांक के बराबर है तब मुझे पता है कि उस स्थिति में कण मुक्त है और तरंग फंक्शन kxeikxuk इसलिए उस स्थिति में 1 है इसलिए जैसे जैसे पोटेंसियल बढ़ती है गैर स्थिर हो जाता है लेकिन आवधिक रहता है आपको यह uk मिलता है जो उस स्थिरांक से भिन्न है या 1 दूसरे मामले में k कण की संवेग का प्रतिनिधित्व करता है ऐसा कैसे क्योंकि अगर मैं eikx पर काम करने वाले p ऑपरेटर को लेता हूं तो मुझे ℏkeikx मिलता है इसलिए जैसा कि हमने इन बातों पर चर्चा करते हुए बार बार कहा है मैं यह कह सकता हूं कि यह एक संवेग है इससे पहले दूसरी ओर यदि kxeikxuk तो k ने कण का संवेग नहीं दिया क्योंकि यह संवेग की आइगेन अवस्था नहीं है तो वहाँ संवेग संरक्षित नहीं है यह देखना भी काफी आसान है कि क्या मैं pkxi∂xeikxuk करता हूं और यह निश्चित रूप से ≠Ceikxuk है यह उसके बराबर नहीं है तो संवेग का कोई संरक्षण नहीं है इसलिए इन अवस्था के लिए संवेग को वास्तव में परिभाषित नहीं किया जा सकता है कम से कम k एक अच्छी क्वांटम संख्या है जो सिमेट्री से संबंधित है कि यदि आप पूरी प्रणाली को a अवधि तक अनुवाद करते हैं तो कुछ भी नहीं बदलता है अब जब मैं kxeikxuk लिखता हूं तो इसे eikuk के रूप में भी लिखा जा सकता है जिसे मैं अब समझाने जा रहा हूं इसलिए जब Vxa V के बराबर है V को फूरियर श्रृंखला nCnein2πax का उपयोग करके फॉर्म में लिखा जा सकता है और ये Cns मैं V के nवें घटक को बोलने जा रहा हूं इसलिए मैं इसे nVnein2πax के रूप में लिखने जा रहा हूं V0 मूल रूप से एक स्थिरांक है और V1 V2 ये सभी अचर हैं अब V0 का एक विशेष महत्व है क्योंकि n बराबर 0 मुझे ein2πax1 देता है और इसलिए V0 जो दर्शाता है वह पोटेंसियल के लिए सिर्फ एक संदर्भ बिंदु है तो यह वास्तव में उस समाधान को प्रभावित नहीं करता है जो ऊर्जा के लिए एक संदर्भ बिंदु को बदलता है तो समाधान को प्रभावित करने वाले पोटेंसियल घटक घटक v 1 v 2 और इसी तरह हैं तो हमारे पास V बराबर nVnein2πax है मैं 2πa को G1 के बराबर और n2πa को Gn के रूप में बोलने जा रहा हूं और इन्हें रेसिप्रोकाल लैटिस वेक्टर्स कहते हैं लेकिन वह नाम जो मैं आपको दे रहा हूं लेकिन अभी ठीक है तो लिखिए V बराबर nVneiGnx लिखिए ध्यान दें कि eiGna1 यानी आप फूरियर प्रमेय को जानते हैं इसलिए Vxa V के समान हो जाता है तो Gn 2πa है और इस प्रकार रेसिप्रोकाल स्थान या रेसिप्रोकाल लैटिस वेक्टर्स है चूँकि kxeikxuk और uk भी आवर्त है मैं uk को nuneiGnx के बराबर भी लिख सकता हूं तो मेरे पास kxeikxnukxeiGnx है मैं इसे eikG1xnuneix के बराबर भी लिख सकता हूं मैं इसे eikG2xnuneix के रूप में भी लिख सकता हूं यहां तक कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो ध्यान दें कि कोई भी eia या eia 1 है और इसलिए nuneix भी समान आवर्त a के साथ आवर्त है तो मैं kx लिख सकता हूं जो eikxukx भी eikG1xukG1 के रूप में है यह वही है जो बलोच के प्रमेय को संतुष्ट करता है मैं इसे eikG2xukG2 के रूप में भी लिख सकता हूं और इसलिए अंतिम समाधान वही रहता है और इसलिए हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वह यह है कि आवधिक पोटेंसियल में k kG1 kG2 और इसी तरह सभी समकक्ष हैं इसलिए मैं तरंग फ़ंक्शन को k kG1 kG2 द्वारा लेबल कर सकता हूं और फिर हम एक परंपरा का पालन करते हैं कि हम k 2 को कुछ सीमाओं के भीतर प्रतिबंधित करते हैं तो जो हमने अभी देखा वह यह है कि अगर मेरे पास k है जिसे eikxukx के रूप में लिखा गया है मैं लिख सकता था कि इसमें eikGxukG भी है और दोनों स्पष्ट रूप से बलोच के प्रमेय G को संतुष्ट करते हैं जैसा कि हम कह रहे हैं कि कुछ n2πa है अत जहां तक तरंग फंक्शन का संबंध है k और कोई भी k G समतुल्य हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि तरंग फंक्शन की आवधिकता और लैटिस की आवधिकता तो हम किस परंपरा का पालन करते हैं वह k से a से a तक सीमित है तो बस इसे सचित्र रूप से दिखाने के लिए अगर मेरे पास k बराबर 0 a 2a और इसी तरह a 2a है फिर हमने अभी तक जो चर्चा की है वह 0 पर यह बिंदु है जिसे मैं लाल घेरे से दिखा रहा हूं जो इस बिंदु के बराबर है a पर बिंदु a और इसी तरह के बराबर है और यह 2 a तब 4a और इसी तरह के बराबर है तो हम जो करते हैं वह इन सभी पर k निर्दिष्ट करने के बजाय हम अपने k को इस माइनस a से a तक सीमित करते हैं और इसलिए हम वास्तव में संपूर्ण k स्पेस को मैप करते हैं इसलिए इसे पहले ब्रिलॉइन ज़ोन के रूप में जाना जाता है तो हम पहले ब्रिलॉइन ज़ोन के भीतर काम करते हैं मैं आपको बस ये शब्द दे रहा हूँ ताकि यदि आप उन्हें सुनते हैं तो आपको वास्तव में डर नहीं लगता कि यह सब क्या समान है इसलिए मैं खुद को a से a के भीतर k के भीतर काम करने के लिए प्रतिबंधित कर सकता हूं अब हल लिखें क्योंकि हमने keikxuk लिखा था और चूंकि uk आवधिक है इसलिए हमने इसे eikx∑un eiGnx के रूप में लिखा है जिसे मैं ∑un eikGnx के रूप में लिख सकता हूं सिर्फ सम्मेलन के लिए मुझे इस un को Cn के रूप में कुछ गुणांक Cn के रूप में लिखने दें तो मैं अपना kxn ∞CneikGnx लिख रहा हूं यह एक और तरीका है जिससे मैं तरंग फंक्शन लिख सकता हूं और आप देखते हैं कि यह तरंग फंक्शन k k G1 k G2 k G3 इत्यादि सभी संवेगों को वहन करता है k G1 k G2 और इसी तरह और ∞ से तक भिन्न होता है और इसलिए यह वास्तव में मायने नहीं रखता है कि क्या मैं k k G1 k G2 k G3 द्वारा तरंग फ़ंक्शन निर्दिष्ट करता हूं यह देखने का एक और तरीका है कि ये सभी समान हैं यदि वे सभी समान हैं तो मैं खुद को k तक सीमित रखूंगा G1 2 से G1 2 पहले ब्रिलॉइन ज़ोन में अब एक बार हमारे पास यह समीकरण है तो यह तीसरा तरीका है कोई बलोच के प्रमेय को व्यक्त कर सकता है वह यह है कि kx n ∞CneikGnx के रूप का है और यह फॉर्म Cns के लिए समीकरण लिखने और फिर उससे बैंड संरचना प्राप्त करने में उपयोगी है इसलिए इसका परिचय दें इसलिए मैं बलोच के प्रमेय के इस परिचय को अभी समाप्त करूंगा तो निष्कर्ष जब एक कण एक आवधिक पोटेंसियल में घूम रहा है V बराबर Vxa बराबर Vx2a है और इसी तरह यह तरंग फ़ंक्शन फ़ंक्शन बलोच के प्रमेय को संतुष्ट करता है बलोच का प्रमेय क्या है तो x ऐसा है कि xa eikax के बराबर है और हम इसे k से लेबल करते हैं इसे दूसरे रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि ψ फिर से मैं इसे k के रूप में लेबल करता हूं eikxuk के बराबर है जहां u भी आवधिक ukxa है और अंत में मैं इसे kxn ∞CneikGnx के रूप में भी लिख सकता हूं